आपदा बहाली और बेहतर पुनर्निर्माण में आपका स्वागत है मेरा नाम राम सतीश है मैं वास्तुकला और योजना विभाग आईआईटी रुड़की में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज हम तिब्बती शरणार्थियों के लिए सही शरणार्थी स्थान के उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे वास्तव में यह काम मेरे और टू म्यूनिख के डॉ सोरेन शोबेल के संयुक्त पर्यवेक्षण और निगरानी में किया गया है और इसका निष्पादन इस छात्रा ने किया है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट मैं मास्टर्स के शोद प्रबंध और साथ ही थीसिस में भीI तो यह है तिब्बती शरणार्थियों के मामले में शरणार्थी नाटकों का शीर्षक उत्पादन जिससे मेरी छात्रा इंदु शाजी ने विकसित किया है और यह विशेष कृति को उसने लंदन केंद्र के अंतःविषय अनुसंधान मैं शैक्षिक पत्र या पेपर के रूप में भी प्रस्तुत किया हैI तो आज मैं आपको इंदु की यात्रा का वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उसने इस विशेष जांच को रूप दिया और विभिन्न प्रकार के केस स्टडीज के बारे में समझा यह केस स्टडीज केवल भारत में ही नहीं बल्कि डीएएडी स्कॉलर होने की वजह से कुछ केस स्टडीज उसने जर्मनी और यूरोपीय महाद्वीप में भी देखें ताकि एक सामूहिक समझदारी ज्ञात की जा सके यह जानने के लिए कि कैसे शरणार्थियों का विस्थापन एक मुख्य भूमिका निभाता है इस बात में की वह समय के साथ कैसे उत्पादन करते हैं कैसे खेलते हैं कैसे समय के साथ बदल सकते हैं और विभिन्न संदर्भों में समुदायों द्वारा किस तरह की समझ भविष्य में विकसित कर सकते हैं शरणार्थी परिदृश्य की अगर बात करें तो हमारे पास लगभग 685 मिलियन के आंकड़े हैं जो संघर्ष के परिणामस्वरूप या राजनीतिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप या किसी भी प्रकार की सामान्य हिंसा के परिणामस्वरूप दुनिया भर में जबरन प्रदर्शित किए गए हैं यूएनएचसीआर के शासनादेश के अनुसार आंकड़े कुछ ऐसे हैं 199 मिलियन शरणार्थी जिनमें से 54 मिलियन फिलिस्तीन के शरणार्थी है और यूएनआरडब्लूए के जनादेश और 40 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोग और 31 मिलियन लोग जो शरण प्राप्ति के इच्छुक हैं एक वैश्विक परिदृश्य की अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में तो हमारे देश में लगभग २० ९ २३४ शरणार्थी हैं जिनमें से लगभग ५२ से अधिक शरणार्थी तिब्बती हैं जो लगभग ११०००० हैं मुझे खेद है कि यह 209234 है अब जब हम शरणार्थी के विषय में चर्चा करें तो उनके संदर्भ और उनके निपटान की प्रक्रिया पर दो प्रश्न उठते हैं एक आत्मसात प्रक्रिया है और बहुसंस्कृतिवाद के साथ आप जानते हैं कि क्या यह एक है अलगाव या उसके एकीकरण का हिस्सा क्योंकि एक शरणार्थी या एक शरण जो एक अलग सांस्कृतिक संदर्भ विभिन्न राजनीतिक संदर्भ विभिन्न विकास संदर्भ और विभिन्न सामाजिक संदर्भ से आ रहा है और उसने एक अलग संदर्भ में आवास प्राप्त करने की कोशिश की यह इसके मेजबान पहलू से पूरी तरह से अलग है और इस प्रक्रिया में कोई कैसे अलग हो सकता है कैसे अलग हो सकता है और कैसे एकीकृत हो सकता है यह सबसे बड़ा सवाल है यूएनएचसीआर के अनुसार यह स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन स्थानीय एकीकरण और स्थानीय पुनर्वास के बारे में बात करता है तो आप जानते हैं इन सभी अलगाव और एकीकरण मॉडल में से कौन सी रणनीति सबसे अच्छी है और यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों और विभिन्न संगठनों के साथ काम करने के तरीके में भिन्न है शरणार्थी इस विकल्प पर काम कर रहे हैं कि हम मेजबान में और साथ ही साथ इसके मानवीय दृष्टिकोण से टकराव को कैसे बेहतर ढंग से एकीकृत और कम कर सकते हैं इसलिए इस काम में इंदु ने लेफ़ेब्रे के अंतरिक्ष के उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया है क्योंकि यह समाजशास्त्रीय घटक में से एक है जहां लेफेब्रे हेनरी लेफेब्रे ने 3 अलग अलग स्थानिक पदों के बारे में बात की यह कैसे रूपांतरित होता है इसलिए पहला पहलू जब वह बात करता है कथित स्थान के बारे में वह स्थान जो स्थानिक अभ्यास द्वारा निर्मित किया गया है एक अंतरिक्ष के सभी उपयोगकर्ताओं के तो आप इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या यह इसकी एक वाजिब प्रक्रिया है क्या यह एक रहने योग्य है आप कैसे जानते हैं की प्रक्रिया कथित स्थान क्योंकि इसमें किसी प्रकार का लगाव है जबकि गर्भित स्थान यह दूरदर्शी लोगों द्वारा निर्मित एक स्थान है चाहे वह नियोजक हों या राजनीतिक निर्णय लेने वाले या यह विचारधाराओं पर आधारित ज्ञान पर आधारित है दूरदर्शी वे इस जगह को कैसे देखना चाहते हैं इस जगह को कैसे बनाना चाहते हैं तीसरा पहलू जो जीवित स्थान के बारे में बात कर रहा है क्योंकि लोग एक पर रहते हैं वह विशेष स्थान जहाँ एक निश्चित स्थान पर लोगों के लगाव की एक अदृश्य डिग्री होती है इसलिए वे एक जगह के लिए कुछ भावनात्मक लगाव विकसित करते हैं वे इससे संबंधित होने की भावना विकसित करते हैं तो जहां आप जानते हैं निवास स्थान में यह कैसे उनके विश्वास के रूप में परिलक्षित होता है सिस्टम उनके दैनिक व्यवहार उनकी जगह की समझ उनकी पात्र चिंताएँ सभी को एक जीवित स्थान के रूप में एक साथ रखा जाएगा और अंतरिक्ष के उत्पादन के इस विशेष सिद्धांत का व्यापक रूप से अलग अलग उपयोग किया गया है शोधकर्ताओं ने समाजशास्त्रियों योजनाकारों शहरी डिजाइनरों और यहां तक कि काम करने वाले लोगों से अलग अलग आवास खंड में इसलिए उन्होंने इस विशेष सिद्धांत को अपनाया है इसलिए यहाँ क्योंकि हम हैं विस्थापन के तहत शरणार्थी संदर्भ के बारे में बात करना जहां पूरा संदर्भ रहा है समय के साथ उलटा हुआ और इसे कैसे क्रमादेशित किया गया और इसे कैसे प्रकट किया गया यह कैसे हुआ आकार और आकार दिया गया है तो यह वह जगह है जहां हमने सोचा कि यह सिद्धांत इसे समझने के लिए सबसे उपयोगी है जहां हमारे पास है वास्तविक सिद्धांत के बारे में वह निरपेक्ष स्थान के बारे में बात करता है जहां कथित स्थान जहाँ एक शाब्दिक संदर्भ है और फिर जिसके बारे में कल्पना की गई है और रहने की प्रक्रिया जो एक निरपेक्ष स्थान के रूप में बनाती है अमूर्त स्थान में आप जानते हैं वह है जहां कल्पना की गई जगह उसे ले लेती है और जो दूरदर्शी और उनकी विचारधाराएँ आप जानते हैं उससे और उस पूरे कार्यक्रम को निर्देशित करें वह जगह है लेकिन जहां अंतर अंतरिक्ष में जब समय आगे बढ़ता है और फिर कैसे विभिन्न प्राथमिकताओं और विभिन्न संघर्ष सेटअपों को अनुकूलित किया गया है और अंतर अंतरिक्ष कैसे है अपने घर की अटैचमेंट की पृष्ठभूमि के साथ साथ वर्तमान में भी उत्पादन किया संदर्भ जीवित स्थान इसका जवाब देता है इसलिए डीएएडी छात्रवृत्ति के एक भाग के रूप में उन्होंने म्यू म्यूनिख में एक विनिमय कार्यक्रम भी प्राप्त किया वह जर्मनी के साथ साथ पेरिस में विस्थापन के कुछ मामलों का दौरा कर चुकी हैं और जहां उसने हैम्बर्ग पेरिस जाफना में इन सभी का दौरा किया इसलिए मैं संक्षेप में इनमें से प्रत्येक तराजू के माध्यम से बहुत जल्दी जाना होगा पेरिस में छोटा जाफना इसलिए जब हम पेरिस के बारे में बात करते हैं हम एक बहुत ही योजनाबद्ध विकास और हमारी अपेक्षा के बारे में सोचते हैं एक जगह की पहचान अगर यह इस तरह दिखता है लेकिन थोड़ा जाफना जहां वास्तविकता यह है यह किसी भी अन्य सुपरमार्केट बाजार की तरह लग रहा है या एक भारतीय संदर्भ में बाजार जहां आपके पास होर्डिंग्स हैं जहां आपने स्थानीयकरण किया है उत्पाद जो उस विशेष समुदाय की जरूरतों के लिए उपयुक्त है और यहां तक कि त्योहारों अनुष्ठानों आप जानते हैं कि धार्मिक संबंधित भी एक में लाया जाता है विदेशी स्थान इमारतों या निर्मित रूपों में यह कैसे परिलक्षित होता है इस संदर्भ में हम मंदिरों के बारे में सोचते हैं तमिलनाडु में जिसे हम कोविल कहते हैं लेकिन वे एक विदेशी संदर्भ में कैसे परिलक्षित होते हैं इसलिए facades में प्रकट किया गया है इस तरह कि वे उस विशेष समुदाय की धार्मिक पहचान की पहचान को दर्शाते हैं और आप जो देख सकते हैं वह इसे स्पष्ट रूप से देख रहा है इसलिए कुछ निश्चित नियंत्रण हैं पेरिस संदर्भ में ऊंचाइयों और सड़क मित्रों के नियम लेकिन फिर भी विचार उन लोगों ने कैसे अपनी खुद की भावना की एक सेटिंग के साथ इसके साथ फिट होने की कोशिश की है इसी तरह मंदिर गणेश के साथ और यह एक कोलोन मस्जिद भी है जिसे आप जानते हैं एक गिरजाघर है जिसे रूपांतरित किया गया है एक मस्जिद और कैसे स्थानीय समुदायों के साथ संघर्ष है क्योंकि बहुत से लोग हैं इस्लामीकरण प्रक्रिया को मस्जिद न बनाने के लिए आंदोलन करने की कोशिश की वे थोड़ा डरने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ एक अलग समुदाय आ रहा है और शहर में एक बड़ी पहचान बनी है उनकी मौजूदा पहचान के विपरीत तो इसी तरह यहूदी स्क्वाटर्स है और यह एक शरणार्थी कैफे है और यह भी है कि कैसे कैथेड्रल को मस्जिद में बदल दिया गया है और कैसे शीर्ष भाग को बदल दिया गया है और एक हरा प्रकाश जो कि प्रकाश का रंग भी है परावर्तित होता है तो यह उस की पहचान को दर्शाता है विशेष रूप से धार्मिक व्यवस्था में समुदाय और इसी तरह सोवियत उस समय शरणार्थियों और वे इस प्रकार की मस्जिदों का निर्माण कैसे करते हैं इसलिए हम जो कह सकते हैं वह आपको पता है वैश्विक परिदृश्य से यह है इस तरह की सूची उसने इसका विश्लेषण किया है यह मामले के अध्ययन की एक सूची है और यह किस पैमाने पर परिलक्षित हुआ है और अर्थव्यवस्था पर कब्जे की रणनीति क्या है और सरकार ने क्या और कैसे निपटा है रणनीतियाँ और नियोजन रणनीतियाँ वह हैं जहाँ पर कैसे कल्पना की गई है और ए माना जाता है यूरोपीय अंतरिक्ष अध्ययन से जीवित स्थान का विश्लेषण किया गया है तो तिब्बती पहलू से शरणार्थियों के बेघर और गरीब समूहों की क्षमता विदेशी भूमि में निर्माण और निधि तिब्बती ने एक उल्लेखनीय के कई मठों का निर्माण किया है उच्च वास्तु मानक और व्यवहार्य मठवासी समुदायों को विकसित करने में उनकी सफलता तिब्बत के समान 20 वीं शताब्दी के चमत्कारों में से एक इसलिए जब भी उनके पास है इसलिए कि वे प्रतिबिंबित करने की कोशिश करते हैं वे अपने अनुलग्नकों को उन स्थानों के माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं जो कि वे पहले से ही तिब्बत से जानते हैं और वे मठवासी समुदायों के रूप में निर्माण करने की कोशिश करते हैं और यह किसी भी अन्य समुदायों की तुलना में बहुत विशिष्ट है तिब्बती लोग बहुत ही अनोखे हैं उस तरीके से इसलिए इस पूरे शोध पर एक शोध हुआ है कि यह कैसे विशेष है हाइब्रिड आप जानते हैं तिब्बती के मामले में सांस्कृतिक उत्तरदायी निर्मित पर्यावरण का उत्पादन किया गया है समुदायों और विशेष रूप से भारतीय उपनगरीय और ग्रामीण संदर्भ में और समय के साथ संकर बस्तियों का उत्पादन और परिवर्तन कैसे होता है क्या संबंध है एक संकर बस्ती में सांस्कृतिक और निर्मित वातावरण के बीच और सैद्धांतिक कैसे अंतरिक्ष के इस उत्पादन के बारे में समझने से लेफ़ेब्रे के स्थान को संभालकर रखा जा सकता है शरणार्थी संदर्भ और यह कैसे समझा जा सकता है कैसे यह एक रूपरेखा बन जाता है यह कैसे सेट करता है शरणार्थी स्थानों को समझने के लिए रूपरेखा और वे समय में कैसे उत्पादित किए गए हैं इसलिए यह सब जब हम सांस्कृतिक पहचान के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि हमारे पास पर्याप्त साहित्य है मानवविज्ञानी से है और आप जानते हैं कैसे भूगोलविदों और विभिन्न से समाजशास्त्रियों ने पहचान बनाने की बात की और उस साहित्य की समीक्षा पर आधारित है इसलिए यह खोजी रूपरेखा इस पर नजर डालती है समाजशास्त्रीय घटक और मानवशास्त्रीय घटक मौलिक सामाजिक संरचनाएं जिनमें फिर से परिवार की रिश्तेदारी और लिंग भूमिकाएं और राजनीति और विश्वास हैं प्रणाली जबकि अर्थशास्त्र और आजीविका और भौगोलिक स्थिति और क्या हैं मजबूत संरचनाएं जो भाषा साझा अनुभव और सामूहिक स्मृति को पसंद करती हैं यह कैसे रूपांतरित हो जाता है और फिर उसने इसके पूरे सेट पर बनाया एक इसका सामाजिक घटक है और जो वास्तव में संरचनाओं के बारे में बात करता है जो पहचान बनाते हैं और जब हम के बारे में बात करते हैं अनुसंधान चर के संबंध में परिवर्तन का आकलन हमारे पास सांस्कृतिक है भूगोल और समय मुख्य चर हैं पल संदर्भ अलग है कि यह कैसे बदला जाता है पल समय विविध यह कैसे अंतरिक्ष और समय में परिलक्षित होता है और वह यह है कि यह पूरी रूपरेखा पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी इसलिए हमने समय के पूरे क्रम को देखा कि कैसे लोगों ने इसे अनुकूलित किया है और जब हम मौखिक प्रशंसापत्र दृश्य डेटा के रूप में जांच के तरीकों के बारे में बात करते हैं रूपात्मक अध्ययन अवलोकन और विशेषज्ञ सलाह तो जैसे कि वहाँ का एक पूरा सेट है बड़े ढांचे को देखा गया है इसलिए जब हम कहते हैं कि हाइब्रिड बस्तियों का उत्पादन कैसे किया जाता है तो कोई तिब्बत से लाना चाहता है उन्होंने कितना अनुकूलन किया यहाँ तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान जब इसके साथ मिलती है भारत में पर्यावरण का निर्माण और उसके बाद यह एक संकर तिब्बती उत्पादन हुआ है समझौता क्योंकि वे एक दूसरे से उधार लेते हैं और इस तरह एक नया अर्थ है का उत्पादन किया इसलिए जब हम तिब्बत संस्कृति और वास्तुकला की भूमि के बारे में बात करते हैं तो ल्हासा में यह है अब हम ल्हासा को देखते हैं बहुत ही संकरी गलियाँ और एडोब निर्माण और विशाल तिब्बती वास्तुकला के मठ इसलिए एक तिब्बती सांस्कृतिक वातावरण है जब हम भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बात करते हैं तो ठंडे रेगिस्तानी जलवायु और उच्च ऊंचाई तिब्बती पठार और शुष्क स्थलाकृति के बारे में बात करता है और एक बहुत ही दुर्लभ वनस्पति यह तिब्बती परिदृश्य के बारे में सब कुछ बताता है परिवार के रिश्तेदारी और लिंग उनके पास एक प्रकार की बहुपतित्व प्रणाली है जहां एक है पत्नी और 2 3 भाई एक ही शादी करते हैं और जबकि राजनीतिक प्रशासन जहां धार्मिक नेता के रूप में माना जाता है दलाई लामा राजनीतिक प्रमुख भी थे और धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तिब्बती समाज और फिर से अर्थव्यवस्था और आजीविका वे मूल रूप से किसान हैं जौ गेहूं और हस्तशिल्प और कुम्हार कुशल श्रमिक और शिक्षा के मामले में उनके पास है मठ के बारे में ज्यादातर तिब्बती संस्थान और कुछ धर्मनिरपेक्ष स्कूल और क्योंकि वे अपनी भाषा और प्रसार के संदर्भ में बहुत रूढ़िवादी हैं उनके धार्मिक मार्गदर्शन और शिक्षा प्रणाली और साझा किए गए रीति रिवाजों को आप जानते हैं कि वे हैं मूल रूप से आप जानते हैं कि उनके अंतिम संस्कार उत्सव कैसे होते हैं भोजन की आदतें कैसे होती हैं पीढ़ी के माध्यम से साझा करें जब हम निर्मित पर्यावरण के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण बात करनी होगी मठ जो लगभग उच्च ऊंचाई पर स्थित हैं और उनका उपयोग करना मुश्किल है भिक्षुओं के लिए कुछ निश्चित स्थान और असेंबली हॉल के लिए रिक्त स्थान हैं एक तिब्बती संस्कृति में यदि आपके 3 बच्चे हैं लगभग तीसरा बच्चा एक भिक्षु बन जाता है और इस तरह से यह पूरा होता है धार्मिक परिपाटी जारी है और स्तूप चोर्टेंस जो एक घंटी के आकार का है जिसमें धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है पवित्र वस्तुएं और I आकार या L आकार के आंगनों सामग्रियों में एक घर के रूप हैं जो एक लकड़ी की ईंटों या एक घुमक्कड़ पृथ्वी की दीवारों और सभी लकड़ी के तख्ते के साथ हो सकता है मानकीकृत डिजाइन और भी छतों के शीर्ष पर प्रार्थना झंडे और क्या विवरण आप देख सकते हैं कि दरवाजे और खिड़कियों की सजावट के लिए एक कोड है तो वहाँ मठ है जो एक बहुत ही विशिष्ट मानक है और यहां तक कि आवासों में ए है उनके पुन उपयोग या सजावट के तरीके उनके तथ्य को कैसे रखा गया है इसका विशिष्ट मानक आगे इसलिए विभिन्न अनुकूलन प्रक्रिया को समझने के लिए इंदु ने लगभग 3 अलग अलग चयन किए हैं सांस्कृतिक रूप से विविध बस्तियाँ एक लद्दाख क्षेत्र में है यह एक चोगलमसर है जो करीब है तिब्बत दूसरा एक क्लीमेंट टाउन है जो देहरादून के पास एक तरह के शहरी इलाके में है और तीसरा एक प्रकार का ग्रामीण सेटअप है जो कि कर्नाटक के पास एक बाइलाकुप्पे है इसलिए यदि आप इन विविध सेटिंग्स को देखते हैं एक संगमु गांव है जो तिब्बत में है जो अंदर है ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र जो तिब्बती परिदृश्य चोगलामसर के करीब है और साथ ही बहुत है बायलाकुप्पे में जो कुछ भी है उससे बहुत करीब है जो कि बहुत अलग है आप जिस तरह की छतें देख सकते हैं उस तरह की पूरी बस्ती बहुत अलग दिखती है आप जानते हैं टाइलों की छतें जो एक मैंगलोर टाइलें और सब कुछ है जो कर्नाटक के लोगों के करीब है तुम्हें पता है मुश्किल आवास की तरह दिखते हैं जबकि देहरादून के क्लेमेंट टाउन में यह एक तरह की शहरी सेटिंग है लेकिन फिर भी यह एक है तिब्बती मठों का निर्माण और इमारतों का पैमाना यहां अलग है तो चीजों की एक विस्तृत विविधता के रूप में एक निपटान की विशेषताएं हैं सामाजिक बस्ती की संरचनाएं और कोई उन्हें कैसे अपना सकता है शहरी को समझें आकृति विज्ञान सड़क का चरित्र भूखंड प्रणाली और शहरी ऊतक से यह कीप कैसे स्ट्रीट सिस्टम प्लॉट सिस्टम और आप जानते हैं बिल्डिंग सिस्टम एक बहुत मैक्रो से कैसे सूक्ष्म स्तर पर ध्यान दिया गया है कि ये चीजें कैसे बदल गई हैं और सांस्कृतिक भूगोल और समय कि पहली पीढ़ी 15 पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की भी जांच की गई है तो कैसे किस स्तर के एकीकरण के साथ स्थानीय भारतीय संदर्भ और इस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को आप जानते हैं इसका आकलन करते हुए परिवर्तन और सिद्धांतों में वापस देखना यह दर्शाता है कि यह सिद्धांत के साथ कैसे परिलक्षित होता है और आप जानते हैं कि यह कैसे तैयार किया गया है तो केस स्टडीज पर चलते हैं यह दक्षिणी कर्नाटक में एक बाइलाकुप्पे बस्ती है दो शिविर हैं एक पुराना डेरा और नया कैंप है तो आप जो देख सकते हैं वह है धार्मिक भवन और जब आपके यहां व्यावसायिक स्थान हों और आपके पास तिब्बती हों शिविर और स्थानीय गाँव तो आप देख सकते हैं यह एक बहुत संकुल सेटअप है उनमें से प्रत्येक में एक है बहुत अनूठा लेआउट तो अब एक आप नए शिविरों और पुराने शिविरों और प्रत्येक क्लस्टर है उन्मुख क्योंकि वे मूल रूप से हैं उस समय में किसान जब वे 1960 के दशक में आए थे 40 गन्थों में प्रत्येक के बारे में उन्होंने जो पुराना शिविर दिया है वह लगभग 1 एकड़ का है और 1 गुन्था है 33 फुट से लगभग 33 इसलिए उन्होंने जो किया वह भूमि वितरण को 40 गुंथों में विभाजित किया एक खेत और 6 गुंथे तो आवासीय के 6 गुंथे थे और 40 गुन्थास के खेती करते हैं ताकि वे खेती कर सकें और 1969 में जब नए शिविर हों का गठन किया गया था इसलिए जहां उन्होंने एक खेत में 32 गुंथास और 16 गुंथास के रूप में बात की थी आवासीय भूमि आप जानते हैं क्योंकि अब वे दर्शाते हैं कि उन्हें इस आवासीय पहलू के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता है अच्छी तरह से और साथ ही खेती तो यह है कि वे बसने के शुरुआती दिनों को कैसे सेट करते हैं इसकी बहुत पुरानी तस्वीरें हैं नीचे और कैसे उन्होंने भूमि को साफ करना शुरू किया और सरकार ने उन्हें कैसे बनाया उखड़ा हुआ आवास और आप जानते हैं यदि आप इस पूरी प्रक्रिया को देखते हैं और तब आप जानते हैं एक किसान के रूप में तिब्बती और वे हस्तशिल्प उनके शिल्प कौशल और पहले भी हैं जैसा कि मैंने आपको एक सदस्य से कहा भिक्षु बनने के लिए मठ में भेजा गया परिवार और यदि आप परिवर्तन को देखते हैं और यह विभिन्न पैटर्न में परिलक्षित होता है तो एक है नए शिविर आपने आवासीय कोर के आसपास के खेतों के साथ ग्रिडिरोन पैटर्न में योजना बनाई है और जबकि एक पुराने शिविर में उन्होंने सड़कों के साथ योजना बनाई थी और आप देख सकते हैं कि मकान सड़कों पर अगुवाई की जाती है और नए शिविरों में सामुदायिक स्थान भी समान रूप से होते हैं आप जानते हैं कि वे समान रूप से सुलभ हैं और इसलिए एक प्रमुख सामुदायिक सभा के रूप में एक मठ है इसलिए यह है कि कैसे समझौता पैटर्न का आयोजन किया गया है 1960 के दशक में एक पुराने शिविर में आपके पास प्राथमिक सड़क है और आपके पास अवसर है माध्यमिक सड़क और मठ से और इस तरह से आवास थे लेकिन तब आज लोग निर्माण शुरू करते हैं और फिर यह भीड़ बन जाता है तो वे उस के बगल में कब्जा करना शुरू कर दिया स्थानों और फिर यह है कि यह एक तरह की भीड़ वाली जगह बन जाती है नए शिविर में भी आप यह देख सकते हैं कि इसका मूल भाग कैसा है और फिर आज क्या है आप देख सकते हैं कि एक काला है नए शिविर में भी पूरे विस्तार हुए हैं और सड़क के पैटर्न आप जानते हैं कैसे पुराने शिविर में कैसे प्राथमिक सड़क और आपके पास है मठ और आपके पास द्वितीयक सड़कें हैं और आपके पास इस पर क्षेत्रीय सड़कें हैं दिशा और उसके बाद यह एक छोटा सा पड़ोस ब्लॉक बन जाता है और इस तरह से वहाँ है पैमाने की भावना दृश्य अक्ष को जानने की आपकी समझ है पहचान की भावना है उनके सड़क पैटर्न सड़क मित्रों और उनके मठ के दोस्तों को प्रतिबिंबित किया गया है इमारतें और यह वह है जो आप देख सकते हैं कि नए शिविर किस तरह के हैं आप कैसे अधिक देख सकते हैं या आवासों के साथ एक समान ऊंचाइयों को कम और उनके समान कलात्मक प्रतिनिधित्व facades और परिसर की दीवारों और छतों के शीर्ष पर झंडे और भूखंड प्रणाली है जिसे समान संरचना में विभाजित किया गया है और हमारे पास है स्टोर के लिए उन्होंने लकड़ी के भंडारण के लिए एक स्टोर और मकई का निर्माण किया और उनके पास मठ भी है और उन्होंने कुछ प्रकार के सार्वजनिक स्थान बनाए जहाँ एक फुटबॉल मैदान और मक्का है क्षेत्र और आप जानते हैं मठ के पास सभी सार्वजनिक स्थान हैं और यदि आप घर के रूपों के विकास को देखते हैं तो शुरू में उन्हें टेंट के रूप में दिया गया था फिर ए सरकार ने शरणार्थियों की छतों मिट्टी के घरों के साथ प्रदान की है फिर वर्षों में वे एक तरह की ईंट और कंक्रीट के घरों में बदल जाते हैं और ज्यादातर टाइल छत के साथ और एक ही कमरे में सभी मवेशी और डब निर्माण के साथ घर हैं उनके पास कैसे हैं रूपांतरित और नया शिविर वे किस प्रकार विस्तारित होने लगे हैं और कैसे दो भिन्न हैं परिवारों और फिर उन्होंने इस घर का विस्तार कैसे शुरू किया तो दूसरा केस स्टडी क्लेमेंट टाउन के बारे में है और यह एक तरह का शहरी परिदृश्य है तिब्बती बस्तियों के एक डोंडुप्लिंग तो आप यहाँ और वहाँ सभी धार्मिक सेटिंग है यहाँ पर आवासीय सेटिंग और स्कूल चिकित्सा क्लिनिक और निपटान सहित इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों कार्यालय उनके सार्वजनिक स्थान के प्रमुख घटक में से एक बन जाता है क्योंकि वह है जहां अधिकांश अभिलेखों समुदाय के अधिकांश संघों का ध्यान रखा जाता है और आप एक तिब्बत मठों और देहरादून में कैसे दिखते हैं इसे देख सकते हैं वे पहले से ही जानते हैं और पैमाने सहित के छापों को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं अनुपात और फिर से एक बड़े कमरे को बहुउद्देश्यीय क्षेत्रों के लिए और कैसे विभाजित किया जा सकता है यह वही है जो आप देहरादून में एक बहु मंजिला संरचना में देखते हैं खिड़कियों के संदर्भ में आप जो देख सकते हैं वह एक तरह का है यह ज्यादातर खिड़की है मॉडल जो आप मठों और प्रवेश द्वार के मार्गों में पा सकते हैं जो परिलक्षित होते हैं किसी को निर्देशित करने के लिए खुद को उस निपटान में उन्मुख करने के लिए यह तिब्बती अभिविन्यास है और ये घरों में पारंपरिक खिड़कियों में से कुछ हैं जबकि चोगलामसर में क्योंकि यह तिब्बती पर्यावरण और इसके रास्ते के बहुत करीब है जीवनशैली और लद्दाखियों में भी उनकी एक जैसी संस्कृति है जिस तरह से आत्मसात थी स्पष्ट रूप से यहां संभव है क्योंकि इसके पर्यावरण के साथ निकटता के कारण और यहाँ भी नदी और नहर के साथ साथ पूरे शिविर की स्थापना की गई है नदियों और यहाँ भी शिविर 1 का प्रारंभिक सेटअप और शुरू में यह उस मानसिक मानचित्र से है जो वह कर सकती थी यह प्राप्त करने में सक्षम यह है कि कैसे शिविरों का निपटान हुआ है और फिर बाद में इसका विस्तार हुआ है और आप शैक्षिक स्थान हैं और हमारे पास केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान और वे हैं चारों ओर सामुदायिक स्थान हैं इसलिए एक शरण लेने वाले चरण में वे जो करते हैं वह एक तरह के यू आकार में बसने की कोशिश करता है नहर में पैटर्न क्योंकि सभी नहरों में से एक महत्वपूर्ण जल संसाधन है और यहाँ वे सिर के तम्बू के बारे में भी बात करते हैं जिसे निपटान कार्यालय भी कहा जाता है और आपके पास शिक्षक क्वार्टर और स्कूल हैं जो अधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन वे क्यों करते हैं यह एक लेह मनाली राजमार्ग है और उन्होंने इसे यू आकार में कैसे प्रोग्राम किया क्योंकि ये सभी लोग जो के रूप में बसे थे शरणार्थियों को वे मजदूरों के रूप में सेना के शिविरों में ले गए थे और इसी तरह वे इकट्ठा होते थे जगह में और फिर यह है कि ट्रक कैसे आते हैं और यह एक तरह का सार्वजनिक स्थान भी बन जाता है इसलिए पहली और दूसरी 15 और तीसरी पीढ़ी में हम एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण देख सकते हैं प्रतिक्रिया है कि वे अभी भी पहली पीढ़ी को वापस जाने की इच्छा कैसे रखते हैं क्योंकि वे अभी भी विश्वास करते हैं उन स्मृतियों के भीतर जो उनके पास है जब वे तिब्बत से और वापस आए हैं पहली और 15 और दूसरी पीढ़ी के वे बहुत सिस्टम के साथ एकीकृत हैं स्थलाकृतिक अंतर के साथ और वे लद्दाखी समुदाय के साथ बेहतर एकीकरण कर सके और समझ सकें इसलिए भाषा की समानता और सांस्कृतिक समानता को समाहित करने में वे सक्षम थे बेहतर जहां तीसरी पीढ़ी में जाहिर है वे भी एक तरह का मिश्रित हो सकते हैं प्रतिक्रिया जहां वे तिब्बत वापस जाना चाहते हैं और आप जानते हैं कि किसी दिन वे आशा करते हैं कि वे वापस जाएं और यह भी एक पारंपरिक पोशाक और उनके रहने वाले पैटर्न पहनने के रूप में परिलक्षित होता है तो वहाँ प्रतिक्रियाओं की एक विस्तृत विविधता है तो आज यह है कि पारंपरिक पैटर्न कैसा दिखता है और आपके पास दलाई लामा है निवास और जहां उनके पास खुली जगह है वे दलाई लामा का जन्मदिन मनाते हैं और वे अलग टेंट में इकट्ठा करें जो आप यहां देख सकते हैं वह यह है कि दलाई लामा का निवास और फिर ये टेंट वे एक क्लस्टर में 2 3 दिन बिताने के लिए आते हैं और वे अलग अलग मनाते हैं क्रियाएँ तो यह है कि कैसे वहाँ Bylakuppe क्लेमेंट टाउन और चोगलामसर का संक्रमण हुआ है जिस क्षण आप संदर्भ को देख सकते हैं वह अलग है और यहाँ संपूर्ण यह परिलक्षित होता है अपने निर्मित रूप से भी और फिर 2 पहलू हैं एक ऐसी संरचनाएं ले रहा है जो सांस्कृतिक पहचान बनाती हैं और एक सांस्कृतिक निरंतरता है उन्होंने जो जारी रखा है वह तिब्बत से वापस लाया है और उन्होंने यहाँ क्या अनुकूलन किया है तो उस तरह उदाहरण के लिए जो बहुपतित्व है उनके लिए एक परंपरा रही है लेकिन इन 2 मामलों में उन्हें बंद कर दिया गया है जबकि चोगलमसर जो कुछ मामलों में तिब्बती के करीब है वे आंशिक रूप से जारी हैं तो फिर से परिवार के साथ भिक्षु अभ्यास का एक महत्वपूर्ण अभ्यास जिसे आप जानते हैं एक व्यक्ति को भेज रहा है परिवार से एक भिक्षु बनने के लिए बंद कर दिया गया है और भिक्षुओं को विस्थापित कर दिया गया है अन्य स्थानों से आप जानते हैं यह केवल उसी स्थान से नहीं है तो जैसे वहाँ एक किया गया है विभिन्न श्रेणियों से विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बेशक मैं प्रत्येक के माध्यम से नहीं जा रहा हूँ और सब कुछ लेकिन मैं केवल इस बात से फ़्लिप कर रहा हूं कि यह एक तरह का ढांचा है एक पाने के लिए वे क्या कर रहे हैं और वे यहाँ क्या अनुकूलित किया है की समझ और इसी तरह आप जो शिक्षा जानते हैं वह यह है कि मठों ने कैसे तिब्बत से पुन स्थापना की है और फिर धार्मिक शिक्षा को जारी रखा गया है और स्कूलों की शिक्षा में सांस्कृतिक निरंतरता के लिए महत्व आप जानते हैं और भाषा और में पदानुक्रम को बंद कर दिया सामाजिक वर्ग और सामाजिक वर्ग में समानता कैसे भूखंड वितरण के माध्यम से भी परिलक्षित होता है सामाजिक वर्गों में समानता लाना और इसी तरह उनके पास मठ हैं उनके पास सामान्य रूप में निर्मित रूप है और वे कैसे आपने जान लिया है कि मेरा क्या मतलब है यह एक तरह का ढांचा है जिसमें उसने डेटा डाला है स्पष्टीकरण के विभिन्न जेब और एक घर का रूप है सामग्री वे कैसे बदल गए हैं अब sundried ईंटों में और धराशायी पृथ्वी की दीवारें वे दोनों मामलों में पूरी तरह से अनुपस्थित हैं लेकिन जब यहां यह था वर्तमान में क्योंकि यह स्थानीय रूप से उपलब्ध था और स्थानीय जलवायु परिस्थितियाँ थीं तो यह एक बड़ी शीट में पूरे ढांचे को लागू करने का एक प्रकार का सारांश है बेशक यह अब सुपाठ्य नहीं है लेकिन कम से कम इसका अंदाजा हो जाएगा कि कैसे एक तरफ हमारे पास संरचनाएं हैं दूसरी तरफ सांस्कृतिक पहचान बनाते हैं हमारे पास यह है कि यह स्थानिक रूप में कैसे परिलक्षित होता है संरचनाएं और संपूर्ण निष्कर्षों को संक्षेप में यह है कि कैसे तिब्बती शरणार्थियों की संकर बस्तियां हैं का उत्पादन किया एक स्थानिक घटक है वे क्या जानते हैं उनके पास इनबिल्ट वातावरण है तिब्बत में और जब राजनीतिक उथल पुथल का अस्तित्व था तो वह वह जगह है जहाँ शरणार्थी बस्ती का निर्माण हुआ भारत सरकार और धीरे धीरे वे नए निर्मित पर्यावरण को कैसे अनुकूल बनाते हैं जहां संघर्ष आता है और इस लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के साथ एक अनुकूलन चरण कैसे बनाया गया और संकर निपटान में एक सांस्कृतिक घटक तिब्बत जिसे वे अपने मूल पर्यावरण को जानते हैं और वह है वे निरपेक्ष स्थान के साथ परिलक्षित होते हैं क्योंकि यही वह कथित स्थान है जो वे करते हैं पहले से ही पता है लेकिन यहाँ शरण चाहने वालों का मंच है जहां मेजबान वातावरण है आपको बताई गई कुछ निश्चित जगह प्रदान करना यह वह जगह है जहां से कल्पना की गई जगह ले रही है इसका अग्रभाग जिसे अमूर्त स्थान कहा जाता है और इसके साथ ही लोगों ने इसके साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया और यही वह जगह है जिसके साथ वे बातचीत करते हैं मेजबान समुदाय और वह जगह है जहाँ संघर्ष पैदा होता है यह वह जगह है जहाँ हम के बारे में बात करते हैं परस्पर विरोधी स्थान और धीरे धीरे जब चीजें अनुकूलित हो जाती हैं कब पीढ़ी चलती है और कैसे वे आदी हैं वे कैसे अनुकूलित हुए और कैसे वे अपनी प्रथाओं को जारी रखते हैं जहां ए अंतर अंतरिक्ष आता है तो यह है कि पूरी सैद्धांतिक समझ कैसे की गई है और फिर यह कैसे संपूर्ण परिवर्तन से निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है आपके पास विभिन्न पदानुक्रम हैं रिक्त स्थान सड़क प्रणाली भूखंड प्रणाली भवन सामग्री और फिर कैसे का उत्पादन अंतरिक्ष को विभिन्न अवधारणाओं में वर्णित किया गया है और इन परिवर्तनों के चालक क्या हैं और इनके बीच क्या संबंध है एक संकरित तिब्बती बस्ती में सांस्कृतिक और निर्मित वातावरण एक में परिवर्तन है आजीविका निपटान और यह भूगोल और मेजबान समुदाय के तरीके से कैसे प्रभावित होता है रहता है तो यह वह जगह है जहां लद्दाख में यह तिब्बत में रहने वालों के लिए बहुत करीब है सामाजिक वर्ग प्रणाली में समानता क्योंकि यह समान भूखंड वितरण के लिए प्राप्त की गई है तो यह है कि आप स्थानों के 3 अलग और दृश्य चरित्र कैसे देख सकते हैं त्योहार कैसे हैं मनाया जाता है यह कैसे बदल गया है कैसे वे एकीकृत और सक्रिय सामुदायिक जीवन और इन स्थानों को कैसे प्रदान किया जा रहा है और एक संकरित तिब्बती में सांस्कृतिक और निर्मित वातावरण के बीच क्या संबंध है शरणार्थी बंदोबस्त इसलिए मवेशी शेड अब एक व्यावसायिक पारी के रूप में बंद या कम हो गए हैं पर्यटन उद्योग में आने के कारण हस्तशिल्प अब कारखाने हैं चित्र और रेस्तरां के प्रकार विकसित हुए हैं क्योंकि पर्यटन में एक बड़ा प्रभाव है भोजन की आदतों और फिर अंतिम संस्कार की शर्तों पहले वे एक अलग प्रक्रिया और अब कर रहे थे वे एक दाह संस्कार कर रहे हैं यह वह जगह है जहां उन्हें श्मशान स्थानों की आवश्यकता होती है और इसी तरह लोकतांत्रिक सरकार को बदल दिया गया है लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए आप इसलिए पता है कि कम से कम दलाई लामा में इस दलाई लामा और चीजों का निवास नहीं है उसके जैसा तो इस तरह यह भी आर्थिक स्थिति मठ घर रूपों में परिलक्षित होता है तो क्या हम यहां देखते हैं कि घर के रूपों में भारी बदलाव आया है लेकिन मठों को बनाए रखा गया है क्योंकि तिब्बतियों में धार्मिक महत्व की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो यह वही है जो हम देख सकते हैं कि निपटान की सेटिंग क्या है यह कैसे है मॉन्स्ट्रल सेटिंग एक आवास सेटिंग में यह एक अलग संदर्भ से कैसे अलग है और यह कैसे झलक रहा है और बाइलाकुप्पे में सबसे आत्म टिकाऊ और चोगलामसर भी है क्योंकि यह एक है जातीय समानता और प्रासंगिक समानता के महान निकटता लेकिन यहाँ वहाँ एक है भूमि की उपलब्धता की कमी और कम सक्रिय सामुदायिक स्थान क्योंकि वहाँ का दबाव है शहरी विकास के रूप में अच्छी तरह से तो कुछ प्रमुख ड्राइवर धर्म जलवायु संदर्भ अर्थव्यवस्था पर्यटन शिक्षा प्रणाली और वे कैसे स्थान को बदलते हैं तो मूल रूप से लेफ़ेब्रे का काम इस तरह है लेकिन यहां से इसकी अवधारणा की गई है पूर्ण स्थान जो प्रवास से पहले तिब्बत और पूर्व अमूर्त स्थान है जो एक है शरण साधक चरण और फिर यह वह जगह है जहाँ अमूर्त से स्थायी निपटान की प्रक्रिया है और परस्पर विरोधी और एक अंतर स्थान जब हम ठीक से जानते हैं तो इस विवादित स्थान से बचने के लिए यदि आप वास्तव में हैं इसे बेहतर तरीके से समझें आप जानते हैं कि वास्तव में आप जान सकते हैं कि जीवित स्थान अधिक ला सकता है सावधानी से ताकि हम संघर्ष के चरण को कम कर सकें ताकि वे आसानी से अपना सकें और वे आसानी से अपना सकें कुछ चीजों को जारी रखें और एक ही समय में यह दोनों समुदायों के लिए एक लाभ है मुझे उम्मीद है यह आपको एक तिब्बती संदर्भ में शरणार्थियों के विस्थापन की बेहतर समझ में मदद करता है